इस विशेष मॉड्यूल में हमने विभिन्न परतों के बारे में बात की है परत जैसे सैंसिंग यह सैंसिंग कनेक्टिविटी के साथ शुरू हुआ जिसने संचार नेटवर्किंग को संभव बनाया कनेक्टिविटी प्रसंस्करण इसलिए जो डेटा एकत्र किए जाते हैं उन्हें संसाधित करना होगा प्रसंस्करण के बारे में हमने बात की है और फिर नियंत्रण आता है इसलिए मूल रूप से प्रसंस्करण पर आधारित हो सकता है कि किसी प्रकार का फीडबैक वापस दिया जाए किसी प्रकार का नियंत्रण तो इसके लिए वास्तव में अलग अलग प्रक्रिया नियंत्रण तंत्र हैं विशेष रूप से स्वचालन उद्योगों में उद्योग जिनमें विभिन्न स्वचालन प्रौद्योगिकियों जैसे पीएलसी स्काडा आदि का उपयोग किया जाता है इसलिए हम इनमें से प्रत्येक प्रौद्योगिकी पीएलसी स्काडा आदि पर एक संक्षिप्त नज़र रखेंगे अंत में मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको इस पीएलसी स्काडा प्रणाली के उपयोग को एक case study में दिखाएंगे इस पीएलसी स्काडा तरह की प्रणाली की मदद से एक निश्चित एप्लीकेशन को बनाएंगे तो मैं आपको अंत में दिखाऊंगा तो हमें शुरुआत में औद्योगिक परिदृश्य में इस नियंत्रण भाग को समझने की आवश्यकता है विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जो औद्योगिक साधनों में इसे नियंत्रित करती हैं जिस तरह से वे काम करते हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और उनके संबंधित सिस्टम का उपयोग उद्योगों में उस मशीनरी को नियंत्रित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसे लागू किया जा रहा है जिसका अर्थ है कि इसे क्रियान्वित किया जा रहा है तो इसके चार प्रमुख घटक हैं यह पहला इसे हमें समझने की जरूरत है पहला है प्रोसेस वेरिएबल प्रोसेस वेरिएबल मूल रूप से सेंसर जैसे उपकरणों का उपयोग करके मापे जाने वाले प्रक्रिया मापदंडों के मूल्य हैं तो इस प्रोसेस वेरिएबल में सेंसर की मदद से प्रक्रिया मापदंडों के मूल्यों को रखा जाएगा फिर सेट पॉइंट्स आता है सेट पॉइंट मूल रूप से प्रक्रिया के नियंत्रित संचालन के लिए प्रक्रिया मापदंडों के मानक मूल्य हैं इसलिए यह यह फीडबैक नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस प्रक्रिया के नियंत्रित संचालन के लिए हमारे पास सेट पॉइंट्स की यह अवधारणा है जो प्रक्रिया मापदंडों के मानक मूल्य हैं इसके बाद नियंत्रक की अवधारणा आती है तो नियंत्रक मूल रूप से कुछ कार्रवाई करता है सेट पॉइंट वैल्यू के आधार पर प्रोसेस वेरिएबल यह कुछ निर्णय लेता है या कार्रवाई करता है और यह एक्शन लेने से पहले सेट पॉइंट्स और प्रोसेस वेरिएबल्स की तुलना करता है तो यह कार्य नियंत्रक करता है और यह वही है जो आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं तो हमारे पास यह नियंत्रक है हमारे पास एक्चुएटर प्रक्रिया और माप है तो सेट पॉइंट्स के आधार पर मूल रूप से यह नियंत्रक है तो यह नियंत्रक नियंत्रण करता है फिर एक्ट्यूएटर आता है प्रसंस्करण यहाँ पर किया जाता है और फिर चीजों के माप के आधार पर किया जाता है तो यह नियंत्रक के लिए एक प्रतिक्रिया है यह प्रतिक्रिया चक्र वर्तमान प्रक्रिया मापदंडों के माप पर आधारित है नियंत्रक पर वापस नियंत्रण लूप है और फिर हमारे पास हेरफेर करने योग्य वेरिएबल हैं जो मूल रूप से प्रक्रिया वेरिएबल हैं जो नियंत्रण निर्णयों के आधार पर संशोधित होते हैं यह महत्वपूर्ण हिस्सा है वेरिएबल में बदलाव इस विशेष प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके लिए यह माप बहुत महत्वपूर्ण है तो हम इस नियंत्रण लूप को देखते हैं क्योंकि यह नियंत्रण लूप है जो पूरी प्रक्रिया नियंत्रण स्वचालन का आकर्षक हिस्सा है तो यह नियंत्रण लूप औद्योगिक निकायंत्रण प्रणालियों का मूल तत्व है और मूल रूप से ये नियंत्रण लूप स्वत नियंत्रण मानवरहित स्वायत्त नियंत्रण में मदद करते हैं इस नियंत्रण लूप की मदद से औद्योगिक प्रक्रिया वेरिएबल्स के स्वचालित नियंत्रण की जाती है नियंत्रण लूप के दो प्रकार हैं एक ओपन लूप नियंत्रण है और दूसरा एक फीडबैक नियंत्रण या बंद लूप नियंत्रण है ओपन लूप नियंत्रण ओपन लूप में नियंत्रण निर्णय प्रक्रिया वेरिएबल से अलग किया जाता है नियंत्रण निर्णय प्रक्रिया वेरिएबल से स्वतंत्र होता है जबकि बंद लूप तंत्र की प्रतिक्रिया तंत्र में नियंत्रण निर्णय मूल रूप से प्रक्रिया वेरिएबल के मूल्य पर निर्भर होता होता है तो दो प्रकार के नियंत्रण हैं तो विभिन्न औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियां हैं जो प्रक्रिया नियंत्रण के लिए उपयोग की जाती हैं एक पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है दूसरा DCS डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और तीसरा SCADA है जो सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन के लिए हैSCADA का फुल फॉर्म है Supervisory Control and Data Acquisitions तो SCADA मूल रूप से PLC की अवधारणा का उपयोग करते हैं तो यह पीएलसी क्या है मूल रूप से पीएलसी औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली है तो यह नियंत्रण प्रणाली में औद्योगिक नियंत्रक है और यह औद्योगिक प्रक्रियाओं की निगरानी और कुछ पूर्वनिर्धारित कंप्यूटर प्रोग्राम के आधार पर नियंत्रण क्रियाएं करने के प्रोग्रामिंग तर्क पर आधारित है कंप्यूटर प्रोग्राम में सिस्टम के लिए पूर्वनिर्धारित निर्देशों का एक सेट दिया गया है और इसके आधार पर नियंत्रण क्रियाएं की जाती हैं और इसके लिए पहले मॉनिटरिंग की जाती है तो इसमें एक प्रोसेसर इकाई एक मेमोरी यूनिट और बिजली की आपूर्ति और संचार मॉड्यूल शामिल हैं इसका उपयोग असेंबली लाइनों और रोबोट निर्माण उपकरणों में बहुत किया जाता है इसलिए आजकल सभी असेंबली लाइन चीजें जहां ऑटोमेशन और रोबोट निर्माण होता है ज्यादातर आप पाएंगे कि विभिन्न रूपों में अलग अलग PLC का उपयोग किया जाता है वितरित नियंत्रण प्रणाली विशेष रूप से डिज़ाइन नियंत्रण प्रणालियाँ हैं जिनका उपयोग बड़ी संख्या में नियंत्रण लूप वाले अत्यधिक वितरित इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है नियंत्रण लूप की बड़ी संख्या मूल रूप से डीसीएस की विशेषता है और डीसीएस के उपयोग मूल रूप से वितरित नियंत्रण में बढ़ी हुई विश्वसनीयता प्रदान करता है इसलिए यदि आपने नियंत्रण वितरित किया है तो यह मूल रूप से बड़ी विश्वसनीयता प्रदान करता है क्योंकि नियंत्रण स्वयं वितरित किया गया है इसलिए यदि एक इकाई विफल हो जाता है तो फिर भी विश्वसनीयता बनी रहती हैं डीसीएस में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटक केंद्रीय पर्यवेक्षी नियंत्रक वितरित नियंत्रक क्षेत्र उपकरण जैसे सेंसर एक्ट्यूएटर इत्यादि है और यह संचार रीढ़ उच्च गति नेटवर्क संचार हैऔर इसे उच्च गति का होना चाहिए यह औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से विनिर्माण प्रक्रिया संयंत्र की विभिन्न संचार आवश्यकताओं की सेवा के लिए आवश्यक है इसलिए अब हम SCADA पर एक नज़र डालेंगे जो बहुत लोकप्रिय है SCADA औद्योगिक स्वचालन संयंत्रों में बहुत लोकप्रिय है और यह उद्योग 40 संदर्भ में बहुत आकर्षक है क्योंकि ये मूल रूप से बिल्डिंग ब्लॉक हैं उद्योग 40 में हम स्वचालन के बारे में बात कर रहे हैं इन विभिन्न मशीनों के बीच कनेक्टिविटी में स्वायत्तता स्वायत्त निगरानी नियंत्रण प्रतिक्रिया इत्यादि तो इस तरह की SCADA आधारित डिवाइस मूल रूप से उद्योग 40 की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है इसलिए औद्योगिक प्रक्रिया स्वचालन प्रणाली का उपयोग स्वचालित ट्रैफ़िक प्रबंधन जल वितरण बिजली के ग्रिड इत्यादि में होता है और इस विशेष व्याख्यान में मैं आपको जल वितरण प्रणाली में SCADA के उपयोग का अध्ययन दिखाने जा रहा हूं लेकिन यह अन्य स्थानों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जल वितरण प्रणाली मैं आपको दिखाऊंगा कि आईआईटी खड़गपुर में हमारे परिसर में हमारी सुविधाओं में से एक में टेस्ट बेड स्केल में जल वितरण की निगरानी के लिए हम SCADA आधारित नियंत्रण प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं तो ये इसके विभिन्न घटकों में से कुछ हैं सेंसर रिले टेलीमेट्री यूनिट स्काडा मास्टर इकाइयाँ एचएमआई यानि कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस और कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर ये अलग अलग सुविधाएं हैं जिनका उपयोग किया जाता है ये अलग अलग घटक हैं जिनका उपयोग किया जाता है तो यह स्काडा का आर्किटेक्चर है यहां हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं हम एचएमआई के साथ शुरू करते हैं जो मानव मशीन इंटरफ़ेस है उसके बाद मास्टर इकाई आती है जो HMI से डिजिटल सिग्नल लेती है और फिर एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करती है तो मूल रूप से ये मास्टर इकाइयां एचएमआई और संचार नेटवर्क के बीच में स्थित है और यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तित करता है फिर वह सिग्नल रूपांतरण के बाद इस संचार नेटवर्क से होकर RTU तक जाता है पीएलसी से सेंसर एक्ट्यूएटर्स अलग अलग क्षेत्र के उपकरणों को इस तरह नियंत्रित किया जाता है और ये संचार दो तरह से होते हैं जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि डबल हेडेड arrows मूल रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं कि यह डबल पक्षीय संचार SCADA सिस्टम है तो अभी मैं आपको SCADA और PLC के उपयोग के अनुप्रयोगों में से एक दिखाने जा रहा हूं इसलिए इस एप्लिकेशन को मैंने जल क्षेत्र से चुना है विशेष रूप से जल वितरण और यह मूल रूप से एक सुविधा है जो हमारे पास जल संसाधनों के स्कूल में IIT खड़गपुर में है तो यह विशेष रूप से रिसाव और स्वायत्त और निरंतर निगरानी के संबंध में जल वितरण निगरानी के लिए एक प्रकार का लैब टेस्ट बेड सेटअप है रिसाव के संबंध में पानी के पाइप की निगरानी और पानी की गुणवत्ता की निगरानी जैसे कार्यों के लिए और भी आगे बढ़ाया जा सकता है इसलिए मेरे पास प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी हैं जो जल संसाधनों के स्कूल में संकाय सदस्य हैं और मिस दीना भी हैं जो इस विशेष विभाग में पीएचडी की छात्रा हैं इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विशेष सुविधा के बारे में व्याख्या करें तो प्रोफेसर तिवारी क्या आप बता सकते हैं कि यह सेटअप क्या है धन्यवाद प्रोफेसर मिश्रा वास्तव में आप यहां जो देख रहे हैं जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बतायाmकि यह जल वितरण के लिए एक टेस्ट बेड है इसलिए यह जल वितरण नेटवर्क के लिए एक प्रकार का प्रोटोटाइप है जो आमतौर पर हम खेतों में देखते हैं विभिन्न आकारों के पाइप हैं जो मुख्य उप मुख्य और शाखा या वितरण पाइप का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस नेटवर्क में विभिन्न दबाव मीटर भी है अभी मैं आपको पीएलसी और स्काडा आधारित प्रणाली के उपयोग का एक व्यावहारिक प्रदर्शन दिखाने जा रहा हूं यह विशिष्ट प्रणाली जल वितरण निगरानी के बारे में है और हमारे पास आईआईटी खड़गपुर में जल संसाधनों के स्कूल में एक प्रणाली है इस विशेष प्रणाली में मूल रूप से जल वितरण की एंड टू एंड मॉनिटरिंग है और इसे पानी की गुणवत्ता के लिए भी बढ़ाया जाएगा इसलिए हमारे साथ हमारे प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी हैं जो जल संसाधनों के स्कूल से हैं और मिस दीना भी हैं जो यहां पीएचडी की छात्रा हैं इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस विशेष सुविधा के बारे में अधिक बताएं जो उनके पास है और फिर हम जल वितरण में SCADA के अनुप्रयोगों को भी देखेंगे तो प्रोफेसर तिवारी यह कौन सी सुविधा है जिसे आप समझाना चाहेंगे धन्यवाद प्रोफेसर मिश्रा तो वास्तव में यह एक जल वितरण नेटवर्क का एक प्रोटोटाइप है जिस तरह के नेटवर्क हम वास्तविक क्षेत्र में देखते हैं इसलिएआप देख सकते हैं कि विभिन्न पाइप के आकार हैं तो कुछ मुख्य पाइप उप मुख्य पाइप और शाखा पाइप का अनुकरण कर रहे हैं तो इस नेटवर्क को विकसित करने का विचार उन चीजों का परीक्षण करना है जो वास्तविक क्षेत्र में होती हैं तो यह नेटवर्क या यह प्रणाली विभिन्न दबाव सेंसर प्रवाह मॉनिटर और एक्चुएटर्स से लैस है ताकि वास्तविक समय में इसे SCADA और PLC आधारित प्रणालियों के माध्यम से नियंत्रित मॉनिटर और संचालित किया जा सके दीना इस प्रणाली पर काम कर रही है तो वह सिस्टम के विवरण को समझाएंगी तो दीना क्या आप कृपया समझाएंगी जैसे यहाँ पर कैसे काम होता है धन्यवाद सर जैसा कि पहले ही समझाया जा चुका है कि यह वास्तविक जल वितरण नेटवर्क का एक प्रोटोटाइप है और हम सभी जानते हैं कि जल वितरण नेटवर्क का विस्तार विशाल क्षेत्रों में होता है इसलिए इसकी मैन्युअल निगरानी एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है इसलिए हमारे काम का उद्देश्य SCADA और PLC के उपयोग के माध्यम से इन प्रणालियों की रिमोट मॉनिटरिंग की एक कार्यप्रणाली तैयार करना है जब हम एक जल वितरण नेटवर्क में आते हैं तो गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों पैरामीटर महत्वपूर्ण होते हैं और अभी हम केवल मात्रात्मक मापदंडों की निगरानी कर रहे हैं जो अनिवार्य रूप से सिस्टम के मध्यवर्ती स्थानों पर दबाव और सिस्टम की मांग नोड्स पर प्रवाह दर हैं इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास इस बिंदु पर दबाव देने के लिए पाइप नेटवर्क के जंक्शन पर एक प्रेशर सेंसर स्थापित है इसी तरह हमारे पास इस नेटवर्क के कई स्थानों पर प्रेशर सेंसर हैं फिर से हमारे यहां एक्ट्यूएटर्स हैं जो नेटवर्क के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हैं इसलिए ये एक्चुएटर वास्तव में नियंत्रण उपकरण हैं जिससे हम स्थानों से मांग की दर को नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए यहां हमारे पास एक्ट्यूएटर हैं जो नेटवर्क के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं और ये एक्ट्यूएटर मूल रूप से डिवाइस हैं जिससे हम नेटवर्क में इन स्थानों से बहने वाली मांग को बढ़ा या घटा सकते हैं इसलिए अगर मैं वास्तव में इसे जोड़ दूं तो यह खोलने की मात्रा है कि इस बहिर्वाह जंक्शन से कितना प्रवाह बनाए रखा जाना है ऐसे एक्ट्यूएटर्स के साथ नियंत्रित किया जा सकता है तो ये एक्ट्यूएटर एक वितरण नेटवर्क या एक जंक्शन से एक वितरण पाइप में प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे और आगे इन एक्ट्यूएटर को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है दूर से नजर रखी जा सकती है इसलिए वास्तविक समय प्रणाली की तरह हमको हमेशा एक क्षेत्र में वितरण को बनाए रखने या एक विशेष क्षेत्र से मांग को छाँटने के लिए या पाइप में प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में नहीं जाने की आ यावश्यकता है इसलिए अगला घटक जो मैं दिखाने जा रही हूं वह है फ्लो मीटर पाइप नेटवर्क में फ्लो मीटर अनिवार्य रूप से मांग नोड है जहां से उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के लिए पानी ले सकते हैं तो यहां हमारे पास एक मैनुअल पैडल व्हील फ्लो मीटर है जो यहां पैडल व्हील फ्लो मीटर के माध्यम से प्रवाह को जानने के लिए एक विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मीटर से जुड़ा हुआ है तो विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मीटर को SCADA प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ रूप से मॉनिटर किया जाता है और डेटा हमारे सिस्टम में हमारे लिए उपलब्ध होगा तोयह दीना प्रवाह मीटर क्या है यह क्या करता है सर मूल रूप से फ्लो मीटर यहां स्थापित है इसलिए हम जानते हैं कि उपभोक्ता बिंदु पर कितनी मांग है और यह डेटा वास्तव में वास्तविक प्रणालियों के लिए आवश्यक है यह डेटा ग्राहकों को उस पानी की मात्रा पर बिल करने के लिए आवश्यक है जो ग्राहक उपयोग कर रहा है तो वास्तविक समय में सब पर नजर रखी जा सकती है उस SCADA में SCADA आधारित प्रणाली तो वास्तव में यह फ्लो मीटर दिए गए उदाहरण पर बहने वाले पानी की मात्रा को रिकॉर्ड करता है और फिर इसमें एक टोटलाइज़र भी होता है इसलिए समय के साथ इस पाइप से कुल पानी कितना गुजरा है यह हमें पता होगा अति उत्कृष्ट और वह वही है जो वास्तव में उपभोक्ताओं को बिलिंग करते समय उपयोग किया जाता है उनके घरों में कितना पानी गया है और उन्होंने क्या उपभोग किया है इसके आधार पर पानी के लिए बिलिंग की जा सकती है तो दीना क्या आप इस विशेष उपकरण के बारे में थोड़ा और बता सकती हैं तो इस पैडल व्हील फ्लो मीटर को खींचने की जरूरत है और इस तरह हम पैडल व्हील फ्लो मीटर को खोलते हैं जैसे ही यह पैडल व्हील फ्लो मीटर खोला जाता है पानी का प्रवाह स्थिर हो जाता है इस पैडल व्हील फ्लो मीटर के माध्यम से प्रवाह दर की रीडिंग यहां प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही इस फ्लो मीटर से गुजरने वाले पानी की कुल मात्रा को भी यहां प्रदर्शित किया जाएगा अभी जैसे हालांकि कोई प्रवाह नहीं है तो यह तात्कालिक प्रवाह प्रति घंटे 0 मीटर क्यूब दिखा रहा है लेकिन टोटलाइज़र कह रहा है कि यह मूल रूप से 1300 मीटर से अधिक है क्यूब फ्लो को एक निश्चित समय में पारित किया गया है तो इस तरह से ऑपरेशन को स्थापित किया गया था या 0 पॉइंट पर रीसेट किया गया था उससे आगे 1345 मीटर का घन प्रवाह पहले ही वहाँ से गुजर चुका है क्या आपके पास अन्य उपकरण हैं अन्य उपकरण जैसे कि मौसम निगरानी स्टेशन है यह यहाँ देखा जा सकता है यह मूल रूप से मौसम के आंकड़ों का वास्तविक समय में डेटा एकत्र करता है और इस नेटवर्क से दूसरे दिलचस्प काम जो हम कर रहे हैं वास्तविक क्षेत्र नेटवर्क में एक बड़ी चुनौती पानी के नुकसान के संदर्भ में है इसलिए भारत में शहरी वितरण नेटवर्क वितरण नेटवर्क केवल 40 प्रतिशत के नुकसान का सामना करते हैं वह बहुत बड़ी रकम है और वहाँ पर वास्तविक समय में इन नुकसानों का पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है या फिर जब तक हम खुद पता नहीं लगाते हैं कोई सुधार संभव नहीं है इसलिए पहली चुनौती पता लगाना है इसलिए इस तरह के एक्ट्यूएटर्स के साथ हमारे पास कृत्रिम रूप से इन नेटवर्क में लीक बनाने और फिर वितरण नेटवर्क से रिसावों के वास्तविक समय का पता लगाने के लिए एक प्रणाली विकसित करना है तो प्रोफेसर तिवारी पहले आपने कहा था कि वर्तमान में आपके पास पानी की निगरानी और वितरण नेटवर्क वितरण पर नियंत्रण होता है और क्या यह पानी की गुणवत्ता और साथ ही नेटवर्क के विभिन्न बिंदुओं की निगरानी के लिए बढ़ाया जा सकता है बिल्कुल निश्चित रूप से तो जैसे कि हम एक गुणवत्ता पैरामीटर या मात्रा पैरामीटर की निगरानी कर रहे हैं सभी को एक सेंसर की आवश्यकता है इसलिए जैसे हमारे पास दबाव सेंसर हैं जो वितरण लाइन में दबाव की निगरानी कर रहे हैं हम निश्चित रूप से अवशिष्ट क्लोरीन पीएच ओआरपी टीडीएस जैसे जल गुणवत्ता सेंसर स्थापित कर सकते हैं तो इसके लिए सेंसर उपलब्ध हैं और यदि हम इस नेटवर्क में उन सेंसर को स्थापित करते हैं जो अंततः हम कर सकते हैं हमें इसका कुछ विचार है इसलिए जब हमने इन सेंसर को इन चीजों में स्थापित किया है हम वास्तविक समय जल गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे इसलिए हम मूल रूप से उपभोक्ताओं को आश्वस्त कर सकते हैं कि उनके वितरण नेटवर्क के माध्यम से या उनके जल आपूर्ति प्रणालियों के माध्यम से उन्हें मिलने वाली पानी की गुणवत्ता पोर्टेबल गुणवत्ता या घरेलू रूप से उपयोग करने योग्य गुणवत्ता की है तो यह अलग अलग सेंसर मान हैं जिन्हें उस विशिष्ट स्थान के साथ टैग किया गया है जहां से यह विशेष मूल्य आ रहा है तो चाहे वह मात्रा या गुणवत्ता के संबंध में हो तो विशिष्ट रीडिंग जो आ रही है तो कोई यह जान सकता है कि यह इस विशेष बिंदु या स्थान से है जहां से यह सेंसर मूल्य आया है बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा तो इन सभी उपकरणों सेंसर को भी टैग किया जा सकता है ठीक है इसलिए हमें नीचे की ओर जाना चाहिए और वहां हम देख सकते हैं कि विभिन्न स्थानों पर स्थित इन सेंसरों को इस चीज़ में कैसे टैग किया जाता है ताकि आप विशेष रूप से जान सकें किस स्थान से डेटा आ गया है इन विशिष्ट स्थानों को गुणवत्ता या मात्रा सेंसर की मदद से वास्तविक समय में किस स्थान से हम कितना रीडिंग ले सकते हैं ठीक है धन्यवाद हमने अब तक जो देखा है वह मूल रूप से जल वितरण नेटवर्क है इसका भौतिक हिस्सा है अलग अलग पानी के पाइप उनकी शाखाएं आदि को दिखाने वाला टेस्ट पेड़ कैसा होता है उन्हें कैसे संरचित किया गया है उनका आयोजन कैसे किया गया है वे कैसे स्थित हैं यह हमने देखा है हमने यह भी देखा है कि अलग अलग सेंसर हैं आईओटी उपकरण जैसे पानी के दबाव सेंसर और विभिन्न अन्य पानी की निगरानी सेंसर अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हैं और इन मूल्यों को सेंसर के मान को विशिष्ट भूस्थान के साथ टैग किया जाता है जहां से वह मूल्य आया है इसलिए इन सभी चीजों की निगरानी एक केंद्रीय बिंदु से की जा सकती है जहां मूल रूप से कोई भी बैठ सकता है और निगरानी कर सकता है जल वितरण प्रणाली की पूरी तस्वीर पर एक नज़र रख सकता है इसलिए हम उस दूसरे स्थान पर नीचे की ओर जाने वाले हैं जहाँ से यह विशेष सुविधा स्थापित की गई है और हम इस बात पर एक नज़र डाल सकते हैं कि उस विशेष स्थान से निगरानी कैसे की जा रही है यह SCADA और PLC के साथ सक्षम है हम यह देखने जा रहे हैं कि यह SCADA और PLC आधारित प्रणाली हमें केंद्र के समग्र जल वितरण नेटवर्क की निगरानी करने में कैसे मदद करेगी इसलिए हम नियंत्रण कक्ष में निगरानी बिंदु पर हैं जहाँ से आपने अब तक देखी गई जल वितरण प्रणाली की निगरानी की जाती है और केंद्रीय रूप से नियंत्रित किया जाता है तो मेरे पीछे मूल रूप से पीएलसी नियंत्रक है और मेरे बाईं ओर SCADA आधारित प्रणाली है जो पर्यवेक्षी नियंत्रण और निगरानी में मदद कर सकती है इसलिए हमारे पास जो है वह मैं आपको दिखाऊंगा कि इस विशेष पैनल के अंदर क्या है तो यह पीएलसी नियंत्रण कक्ष है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं तो यह पीएलसी नियंत्रक है जोकि मुख्य इकाई है यह मुख्य पीएलसी नियंत्रक हैऔर डीना क्या अब मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप उन विभिन्न कार्यात्मकताओं की व्याख्या करें जो हमारे यहां हैं जरूर सर जैसा कि आप यहां देख सकते हैं सर यहां तारों की प्रणाली से शीर्ष मंजिल के सेंसर जुड़े हुए हैं जिन्हें हमने पहले ही सिस्टम में देखा था तो सभी दबाव संकेत और प्रवाह संकेत एनालॉग रूप में हैं और तारों के सिस्टम को इस स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो इन सभी घटकों को मूल रूप से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल रूप में बदलना है और ये घटक उस उद्देश्य के लिए हैं हालाँकि यह इस प्रणाली का मुख्य हिस्सा है जहाँ ये एनालॉग इनपुट सिग्नल हैं ये दो एनालॉग आउटपुट हैं और ये डिजिटल आउटपुट हैं और जैसा कि आप पहले ही उल्लेख कर चुके हैं यह पीएलसी है तो मैं इस पर थोड़ा और जोड़ दूंगा इसलिए क्योंकि हमारे पास इस इमारत की छत पर नेटवर्क स्थापित है तो हम सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं या इन तारों के माध्यम से सेंसर से निगरानी की जाती है लेकिन वास्तविक क्षेत्रों में क्या होता है ये SCADA सिस्टम या वास्तविक फ़ील्ड सिस्टम जब बड़ा वितरण नेटवर्क और सिस्टम वास्तव में लागू करते हैं तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है दूर के बिंदुओं से वायर्ड संकेत प्राप्त करना मुश्किल है इसलिए हम वायरलेस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं इसलिए सेंसर डेटा रिकॉर्ड करते हैं और वायरलेस संचार के माध्यम से इसे सीधे पीएलसी को भेजा जाता है अति उत्कृष्ट तो मूल रूप से आप जो कह रहे हैं वह यह है कि वायर्ड तकनीक का उपयोग करने के बजाय हम वास्तविक सेंसर से डेटा को इस विशेष नियंत्रक में भेजने के लिए वायरलेस संचार तकनीक का उपयोग कर सकते हैं बिल्कुल और यह वास्तव में पहले से ही कुछ स्थानों पर स्थापित है और जैसा कि आप कह रहे थे कि यह मूल रूप से अधिक उपयोगी और अधिक सुविधाजनक है क्योंकि वायरलेस तकनीक में आपको वास्तव में खुदाई नहीं करनी है तारों के लिए आपको विभिन्न केबलों के माध्यम से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो यह बहुत अधिक उपयोगी हो जाता है क्योंकि पीएलसी के सभी जानकारी के लिए आपको इतने लंबे वायर्ड सिस्टम को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है आप बस सेंसर को रिकॉर्ड कर सकते हैं और वायरलेस संचार के माध्यम से यह सीधे पीएलसी सिस्टम और शेष प्रक्रिया को भेजता है फिर आसान हो जाता है मेरे दाईं ओर मूल रूप से SCADA HMI है जो मूल रूप से आपको पूरे जल वितरण प्रणाली पर एक नज़र डालने में मदद करता है और इस बात की पूरी जानकारी देता है कि किस बिंदु से कितना पानी बह रहा है और यदि कोई रिसाव है तो उसका इस विशेष इंटरफेस के माध्यम से पता लगाया जा सकता है तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि हम इस विशेष पैनल में रिसाव की निगरानी कैसे कर सकते हैं जरूर सर सर एक प्रायोगिक प्रयोजन के लिए यदि मैं किसी स्थान पर रिसाव पैदा करना चाहता हूं मैं एक्ट्यूएटर्स का उपयोग करूंगा जहां मेरा एचएमआई से नियंत्रण है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह शून्य प्रतिशत है अब इसका मतलब है कि इसका कोई रिसाव नहीं है मैं यहां क्लिक करता हूं और मैं रिसाव के वांछित प्रतिशत पर क्लिक करता हूं जिसे मैं बनाना चाहता हूं और खोलने का समान प्रतिशत वास्तविक प्रणाली में किया जाएगा और पानी यहां से बहेगा जैसा कि यहां दिखाया गया है इसलिए इस रिसाव की निगरानी वास्तव में की जाती है जैसे कि रिसाव का पता लगाने के लिए हम क्या चर्चा कर रहे थे इसलिए कि यह एक प्रायोगिक नेटवर्क है यहां हम कृत्रिम रूप से रिसाव पैदा करते हैं और फिर एक सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के माध्यम से जो हम विकसित कर रहे हैं हम स्थान की पहचान करने में सक्षम होंगे और कुछ हद तक रिसाव की मात्रा भी प्रोफेसर तिवारी आपके यहाँ एक शानदार सुविधा है SCADA आधारित सिस्टम हर जगह उपलब्ध हैं और इसलिए यह जल वितरण निगरानी SCADA आधारित प्रणाली के उपयोग का एक उदाहरण है और इसलिए यह एक निजी फार्म द्वारा विकसित किया गया है क्या आप थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं यह वास्तव में चेन्नई स्थित कंपनी पीएलसी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने यह स्थापना की है और जहां तक मुझे पता है कि यह देश में इस तरह की पहली सुविधा है जहां एक प्रयोगशाला पैमाने पर हम मूल रूप से नियंत्रण की निगरानी कर सकते हैं और जल वितरण नेटवर्क को संचालित करने का प्रयास कर सकते हैं ठीक है और इसलिए इस तरह की स्थापना की मदद से आप वास्तविक वातावरण में जल वितरण के व्यवहार का अनुकरण करने में सक्षम हैं बिलकुल बिलकुल तो ये ऐसे अंतर हैं जो इस विशेष संदर्भ में हो सकते हैं यदि आप स्काडा पीएलसी प्रक्रिया नियंत्रण और इतने पर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कुछ संदर्भ हैं इनमें से कुछ ऐसे संदर्भ हैं जिन्हें पढ़ने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा इसके साथ ही हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में आ गए हैं धन्यवाद